पिछले कक्षा में हमने बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों को देखा था और हमने एक उदाहरण समस्या भी देखी जहां बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया था और हमने क्या समीकरण देखे हैं हमने विलियम्स द्वारा दिए समीकरण को देखा और आपके पास ध्रुवीय समन्वय में छह पद का समाधान है आप प्रतिबल घटकों सिग्मा r सिग्मा थीटा और टाऊ r थीटा प्राप्त करते हैं और यह मेरे भार मोड I से मेल खाती है और आपके पास टर्म्स का एक और सेट है जो मोड 2 भार से मेल खाता है यह समीकरण काफी बेढब है और हम इसे सामान्य रूप में लिखने की स्थिति में नहीं हैं बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरण और एक सुरुचिपूर्ण फैशन में बहु प्राचल प्रतिबल क्षेत्र समीकरण बाहर लाने के लिए अट्लुरी और कोबायाशी को श्रेय जाता है और यहाँ आप पद चर n के रूप में व्यक्त होता है n 1 से अनंत में बदलता रहता है और आपके पास मोड 1 से संबंधित पद हैं और मोड 2 के अनुरूप पद हैं ऐसी अभिव्यक्ति का लाभ यह है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखना आसान है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए अधिक से अधिक पद लेगा और इन समाधानों में यदि आप यथासंभव अधिक पद लेते हैं तो यह प्रतिबल क्षेत्र को बारीकी से दर्शाता है वह तर्क मान्य है हमने टाडा पेरिस और इरविन द्वारा वेस्टरगार्ड समीकरणों के संशोधन को देखा था उन्हें एक श्रृंखला समाधान भी मिला लेकिन उस श्रृंखला समाधान में केवल एक प्रतिबल फ़ंक्शन था Z जो अपर्याप्त था यह सैनफोर्ड द्वारा इंगित किया गया था उन्होंने Y को जोड़ा फिर आपको सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरण मिला और उन समीकरणों को ध्यान देने पर समस्या के लिए मान्य हैं और आप जितने अधिक पद ले सकते हैं और उतने अधिक पद ले सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग प्रायोगिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से अधिक प्रासंगिक होगा यह सब दर्शाता है कि हम एक समझ में परिवर्तित कर रहे हैं कि बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरण एक आवश्यकता है हालांकि इन दृष्टिकोणों की उत्पत्ति अलग अलग है वे एक अद्वितीय समाधान में परिवर्तित होते हैं हम वह भी देखेंगे बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों की समानता तो आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है इलास्टिसिटी की विशिष्टता प्रमेय से लेकर हर समस्या का एक ही समाधान हो सकता है इसकी आपको सराहना करनी होगी और यह बहुत महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी हमें विलियम्स के समाधान से मिला है वह ध्रुवीय समन्वय में था यदि उन प्रतिबल घटकों को कार्टेशियन निर्देशांक में बदल दिया जाता है और इसकी तुलना अतुरी कोबायाशी से की जाती है तो आप संदर्भ को A Ii और A IIi के रूप में लेते हैं A Ii कुछ भी नहीं है विलियम्स के समाधान के C 1i के बराबर है और A IIi होता है माइनस C तो विलियम्स और एटलुरी कोबायाशी द्वारा दिए गए समाधान अलग नहीं हैं वे एक ही हैं एक तुल्यता है और यह मेरे छात्रों द्वारा पहली बार लाया गया था यह फ्रैक्चर के इंटरनेशनल जर्नल में दिखाई दिया और पेपर का विषय फ्रैक्चर मैकेनिक्स में बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों का समीकरण था आप जानते हैं यह तार्किक कदम है क्योंकि जब आपके पास एक ही समस्या के लिए कई समाधान होते हैं तो उन्हें समान होना चाहिए यदि वे समान नहीं हैं तो आपको वापस जाना होगा और अपने गणित की जांच करनी होगी और देखना होगा कि समाधान के विकास में कोई गलती हुई है या नहीं और यह फिर से हमें एक विश्वास दिलाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां तक दरार की समस्याएं हैं अब आपने देखा है कि एटलुरी कोबायाशी और विलियम्स समाधान के लिए किस तरह का अंतर संबंध है आप वेस्टरगार्ड समाधान के लिए भी इसी तरह प्रयास कर सकते हैं और कक्षा में हमने मोड 1 स्थिति के लिए विकसित किया है और अंतर संबंध होगा गुणांक AI गुणा i प्लस 1 बराबर होगा C ii प्लस 1 के मोड 2 भार के मामले के लिए मैंने आपको एयरी Airy's का प्रतिबल फ़ंक्शन दिया है मैं सराहना करता हूं कि आप इसे घरेलू अभ्यास के रूप में लेते हैं तो इससे पता चलता है कि बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरण अलग नहीं हैं एक कार्यप्रणाली आपके पास जटिल चर दृष्टिकोण थी और दूसरी आपके पास आइगेन फ़ंक्शन दृष्टिकोण था वे इसी तरह के समाधानों के लिए अभिसरण करते हैं आइसोक्रोमेटिक्स मोड 1 में अब हम जो देखेंगे हम इसका उपयोग देखेंगे और हमने पिछली कक्षा में एक मोड 1 स्थिति की समस्या को उठाया था और आपके पास प्रयोगात्मक फ्रिंज स्वरुप है जो स्क्रीन के दाईं ओर दिखाया गया है और आपके पास यहां क्या है आपके पास झुके हुए छोरों के साथ साथ फ्रंटल लूप भी है हमारे बाईं ओर आपके पास फ्रिंज स्वरुप सैद्धांतिक रूप से सिम्युलेटेड हैं मैं आपको एक साफ स्केच बनाना चाहूंगा कृपया अपना समय लें एक साफ स्केच बनाएं जब भी आप दो मापदण्ड समाधान के लिए जाते हैं तो दो मापदण्ड समाधान केवल आगे की झुकाव को पकड़ सकते हैं यह फ्रंटल लूप पर कब्जा नहीं कर सकता है जिसे आप एक प्रयोग में देखते हैं और जो इस में दिखाया गया है और जब आप 2 मापदण्ड समाधान का उपयोग करते हैं तो K I का मान 0445 MPa रूट मीटर है जबकि इस समस्या के लिए वास्तविक K I अधिक है वह 0656 MPa रूट मीटर है और इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वह लाल बिंदु है जो वास्तव में प्रयोगात्मक फ्रिंज स्वरुप से निकाले गए डेटा बिंदु हैं और मैं आपको क्या करना चाहता हूं आप दो मापदण्ड के लिए स्केच खींचेंगे 6 मापदण्ड समाधान के लिए स्केच आकर्षित करेंगे इंटरमीडिएट वाले आपके पास बस एक अवलोकन है और आप इस पत्र को संदर्भित कर सकते हैं मैं इसे बढ़ाऊंगा इस पेपर में सभी विवरण हैं यह फोटोलेस्टिकिटी द्वारा फ्रैक्चर यांत्रिकी में प्रतिबल क्षेत्र मापदंडों के पुनरीक्षित मूल्यांकन पर है क्योंकि यह पहला पेपर था जिसने एटलुरी और कोबायाशी के समीकरणों का उपयोग किया और विभिन्न समस्याओं के लिए इसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया यह इंजीनियरिंग फ्रैक्चर मैकेनिक्स में दिखाई दिया और वहां आपके पास मापदंडों की संख्या के एक फ़ंक्शन के रूप में दिया गया समाधान है ये सभी फ्रिंज स्वरुप उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी आपके पास विभिन्न भार स्थिति के लिए एक नजरिया है और इस मामले में आप दरार नोक के आगे लाल डॉट्स को बहुत स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हैं यह 3 मापदण्ड के लिए है यहां तक कि एक 3 मापदण्ड समाधान फ्रंटल लूप पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है 4 मापदंडों से यह फ्रंटल लूप को पकड़ता है 5 वाँ मापदण्ड और 6 वाँ मापदण्ड आपने प्रयोगात्मक फ्रिंज स्वरुप की सभी विशेषताओं को यथोचित रूप से कैप्चर किया है और परिणाम भी काफी करीब है K I है 0653 और अंतिम समाधान 0656 है और आपका सिग्मा नॉट x 2917 है और अंतिम मूल्य 2919 है यह आठ पद के समाधान के लिए प्राप्त किया जाता है तो आपको यहां क्या मिलता है श्रृंखला में अधिक संख्या में शब्दों को लेकर आप प्रायोगिक सुविधाओं को कैप्चर करने की स्थिति में हैं जो इस बात की भी पुष्टि करता है कि प्रतिबल फील्ड सॉल्यूशन जो हमने प्राप्त किया है वह प्रतिबल फील्ड को क्रैक नोक के आस पास के क्षेत्र में मॉडल करता है मैंने हमेशा फोटोइलास्टिसिटी का उल्लेख किया गया है कि ये ज्यामितीय उपस्थिति से एक सुराग प्रदान करता है दरार नोक से आगे आपके पास फ्रिंज क्रॉसिंग हैं यदि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो वे वेस्टरगार्ड समाधान का उपयोग करते समय सवाल नहीं उठाया होगा और आपको इतिहास भी देखना चाहिए वेस्टरगार्ड समाधान से शुरू किए गए प्रयोगात्मक देखें इरविन ने एक निरंतर पद जोड़ा इसलिए वे केवल वेस्टरगार्ड समाधान देख रहे थे जब तक वेस्टरगार्ड समाधान को संशोधित नहीं किया जाता है वे अंतिम समाधान पर नहीं पहुंचे होते जबकि विलियम्स का समाधान पूर्ण था लेकिन मैंने उनकी चर्चाओं के सारांश में भी उल्लेख किया है उन्होंने दुर्भाग्य से दूसरे पद का उत्तर दिया है 0 जब सीधे किनारे पर कोई प्रतिबल नहीं है यह एक प्रकार का प्रतिबल क्षेत्र है जो एक दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो लोग 1957 से विलियम्स का सही इस्तेमाल करते और प्रतिबल फील्ड को क्रैक नोक के आसपास के क्षेत्र में इस्तेमाल करते इसलिए अगर हम इतिहास को देखें तो एक संशोधन आवश्यक था यह सैनफोर्ड द्वारा पेश किया गया था और हम यह भी देखेंगे कि होलोग्राफी के मामले में फ्रिंज कैसे दिखाई देते हैं आप फ्रिंज का निरीक्षण करते हैं इस स्क्रीन में प्रायोगिक आइसोक्रोमैटिक्स हैं और यहाँ आपने सैद्धांतिक रूप से फोटोइलास्टिसिटी के अनुरूप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के लिए फ्रिंज स्वरुप को फिर से बनाया है उसी समाधान के साथ यहां सैद्धांतिक रूप से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 को प्लॉट किया गया है ताकि तुलना की जा सके और जो मैं चाहता हूं कि आप यहां सराहना करें जैसे ही शब्दों की संख्या बदलती है आप फ्रिंज के अधिक से अधिक घनत्व परिवर्तन देखते हैं आप फ्रिंज स्वरुप के ज्यामिति में किसी भी हड़ताली अंतर को नहीं देख रहे हैं फ्रिंज स्वरुप की ज्यामिति कमोबेश यही रहती है केवल घनत्व परिवर्तन जो भार के बराबर है उच्च या निम्न है यही वह तरीका है जिसकी आप व्याख्या कर सकते हैं यह एक शोधकर्ता को यह सोचने के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि सैद्धांतिक समाधान जो हमने विकसित किया है वह व्यापक नहीं है Isochromatics in mixed mode Mode I Mode II मिश्रित मोड में आइसोक्रोमैटिक्स मोड I मोड II अब हम मिश्रित मोड की स्थिति का मामला उठाएंगे आप जानते हैं यह एक बहुत ही जटिल समस्या है वास्तव में यह आईआईटी कानपुर में किया गया था और इस रिग को तैयार करने वाले छात्र श्री पंखावाला थे बहुत जटिल अभ्यास है जो बताता है कि मॉडल शाफ्ट पर गियर कैसे लगाया जाता है यहां आपके पास एल्यूमीनियम से बना एक गियर है यही कारण है कि आप इस पर फ्रिंज नहीं देखेंगे यह एपॉक्सी से बना गियर है और आपके पास टेंसाइल रूट फिलेट में दरार है आपको पता है सबसे पहले आपको करना होगा पहचानें कि यह एक परिमित शरीर की समस्या है दूसरा एक है दरार एक प्रतिबल एकाग्रता क्षेत्र में स्थित है तीसरा पहलू यह है मेरे पास संपर्क प्रतिबल से संबंधित एक तनाव एकाग्रता यहां है तो क्रैक नोक प्रतिबल फील्ड के साथ इस का इंटरैक्शन हो सकता है यहां तक कि इस तरह की जटिल स्थिति के लिए आपको 6 मापदंड मिलते हैं मोड 1 में 6 मापदंडों ने और मोड 2 वाले 6 मापदंडों ने फ्रिंज क्षेत्र पर यथोचित कब्जा कर लिया है वास्तव में यह एक सफलता है यह एक प्रदर्शन है कि हमने उचित रूप से दरार के निकट क्षेत्र प्रतिबल स्थिति को समझा है इस तरह से आपको इसे देखना होगा और मैं मापदंडों की संख्या के एक फ़ंक्शन के रूप में भी दिखाऊंगा कि समाधान कैसे बदलता है और मैं चाहूंगा कि आप एक या दो रेखाचित्र बनाएं यह जरूरी है तो यह समग्र गियर और सैद्धांतिक रूप से खंगाला हुआ दिखाता है यहां आपके पास 2 मापदण्ड समाधान हैं यहां फिर से आप ध्यान दें 2 मापदण्ड समाधान केवल झुकाव प्रदान करने में सक्षम है फ्रिन्जों का माप भिन्न होता है वह भी पकड़ लिया गया है दरार अक्ष के संबंध में झुकाव अलग है यह आपके 2 मापदण्ड समाधान द्वारा भी कैप्चर किया गया है 2 मापदण्ड समाधान अन्य विशेषताओं को कैप्चर करने में असमर्थ है और आपके पास आपके प्रयोग से प्राप्त डेटा है और यह डेटा गैर रैखिक लीस्ट वर्ग में गुणांक का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कृपया इसका एक स्केच बनाएं और आपको प्रयोगात्मक रूप से देखे गए फ्रिंज स्वरुप का एक उचित स्केच भी बनाना चाहिए दरअसल यह फीचर इसलिए है क्योंकि आपके यहां प्रतिबल रेजर है इसीलिए यहां के किनारे विकृत होते हैं यहां तक कि यह विकृति आपका बहु मापदण्ड समाधान कैप्चर करने में सक्षम है और यहां तक कि सॉफ्टवेयर लिखने के लिए बहुत सुरुचिपूर्ण है क्योंकि आपके पास है n के कार्य के रूप में दिए गए मापदण्ड n को बदलकर आप 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 पद लेने की स्थिति में हैं और धीरे धीरे शब्दों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और आप प्रत्येक मापदण्ड समाधान के लिए K I K II और सिग्मा नॉट x के मान भी देख सकते हैं 2 मापदण्ड समाधान के लिए मान इस प्रकार हैं परिवर्तित समाधान के लिए मान इस प्रकार हैं यह मुख्य रूप से एक मोड 1 स्थिति है अंतिम मोड 2 घटक लगभग 0 के करीब है और सिग्मा नॉट x भी बदलता है तुम्हें पता है यह आपको ध्यान में रखना होगा तो आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है क्योंकि मेरे पास कई पद हैं उपयुक्त पद के आधार पर ये गुणांक अलग अलग हैं लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यह बहुत ही निकट प्रतिबल प्रतिबल क्षेत्र के बजाय उपयोगी है आप इसे निकट नोक प्रतिबल क्षेत्र समीकरण के रूप में कह सकते हैं और यह यथोचित पर्याप्त है और इससे आपको विश्वास भी होता है कि हम सही दिशा में हैं आपके पास एक प्रयोगात्मक प्रमाण है कि ये समीकरण वास्तव में आपको उपयोगी परिणाम देते हैं हमारा फोकस आखिरकार प्रायोगिक फ्रिंज स्वरुप से K I और K II का मान क्या है लेकिन ऐसा करने के लिए आपको 6 मापदण्ड मोड 1 और 6 मापदण्ड मोड 2 समाधान को मॉडल करना पड़ सकता है और अंत में K I और K II का मान क्या है अब आपके पास 3 मापदण्ड समाधान है अब आपके पास 4 मापदण्ड समाधान है और आपके पास 5 मापदण्ड समाधान और 6 मापदण्ड समाधान है आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम शब्दों की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग किए गए डेटा बिंदुओं में आसानी से फिट होते जाते हैं आप इसका उचित स्केच भी बनाते हैं आपको इस तरह से छायांकन नहीं करना होगा आप इसे एक समोच्च के रूप में आकर्षित करते हैं यदि आवश्यक हो तो मैं इसे आपके लिए बढ़ा भी सकता हूं और यह आपको बहुत स्पष्ट रूप से डेटा इंगित करता है यहां भी आपको 1 या 2 डेटा पॉइंट थोड़े ऑफ मिलेंगे तुम्हें पता है ऐसा होता है एक प्रयोग में किसी प्रकार का बिखराव होगा तो यह एक प्रदर्शन है कि बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरण वास्तव में एक मोड 1 स्थिति के साथ साथ मोड 1 और मोड 2 के संयोजन के लिए सही हैं यहाँ मोड I प्रमुख है मोड 2 का कम मान यहाँ मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप निकटवर्ती क्षेत्र में स्केच बनाएं और यही मैं चाहता हूँ कि आप करो यहां तक कि अगर आप एक रेखा खींचते हैं और यहां तक कि फ्रिंज ऑर्डर भी डालते हैं मेरे पास फ्रिंज ऑर्डर 1 2 है और दरार के आगे यह फ्रिंज ऑर्डर 1 है और आपके पास फ्रिंज ऑर्डर इस तरह हैं मेरे पास यह फ्रिंज ऑर्डर 3 4 5 के रूप में है और यहां भी फ्रिंज ऑर्डर मुख्य रूप से बढ़ता है क्योंकि आपके पास यह संपर्क प्रतिबल क्षेत्र के रूप में है तो यहां फिर से फ्रिंज ऑर्डर बढ़ते हैं किसी भी मानक से यह एक बहुत ही जटिल फ्रिंज क्षेत्र है आप जानते हैं कि आपको इसकी सराहना करनी होगी कि यह एक बहुत ही जटिल फ्रिंज क्षेत्र है और यह एक प्रदर्शन है कि बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरण ऐसी जटिल स्थिति को भी पकड़ने में सक्षम हैं अब हम इस पर भी गौर करेंगे कि किस प्रकार का आइसोपेचिक्स है यह सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कंटूर है यहां फिर से आप केवल फ्रिंजेस के घनत्व को बदलते देखेंगे फ्रिंज स्वरुप के ज्यामिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है दूसरी ओर फोटोलेस्टिक फ्रिंज स्वरुप के ज्यामितीय परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं आप उस पहलू को छोड़ नहीं सकते जबकि यहाँ आप कुछ बहुत ही सूक्ष्म पहलुओं को जानने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर यह केवल घनत्व परिवर्तन है बहु मापदण्ड विस्थापन क्षेत्र मोड I मोड II बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र को देखने के बाद हम बहु मापदण्ड विस्थापन फ़ील्ड समीकरण भी देखेंगे यह मोड 1 प्लस मोड 2 के लिए है और यह समतल स्ट्रेन की स्थिति के लिए प्राप्त किया जाता है मेरे पास विस्थापन u और v है इसे फिर से दो श्रृंखलाओं के योग के रूप में दिया गया है मोड 1 के अनुरूप एक एक अन्य है जो मोड 2 के अनुरूप है n का मान 1 से अनन्त तक में भिन्न होता है 12 G गुणा A I n r पॉवर n2 गुणा 3 माइनस चार nu कॉस n2 थीटा माइनस n2 कॉस n2 माइनस 2 थीटा प्लस n2 प्लस माइनस 1 व्होल पॉवर n गुणा कास n2 थीटा V घटक आपके पास इस प्रकार है 3 माइनस चार nu साइन n2 थीटा प्लस n2 साइन n2 माइनस 2 थीटा माइनस n2 प्लस माइनस 1 व्होल पॉवर n गुणा साइन n2 थीटा और आपके पास यह मोड 2 के लिए है माइनस n बराबर 1 से अनंत12 G A II n r पॉवर n2 से दिया जाता है u कंपोनेंट के लिए यह 3 माइनस 4 nu साइन n2 थीटा है ध्यान दीजिये मैंने इसे nu के रूप में पढ़ा इसे v के रूप में भ्रमित न करें फ़ॉन्ट ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों समान हैं केवल सूक्ष्म अंतर है यह 3 माइनस 4 nu है nu पोइसनpoisson's का अनुपात है साइन n2 थीटा माइनस n2 साइन n2 माइनस 2 थीटा प्लस n2 माइनस माइनस 1 व्होल पॉवर n साइन n2 थीटा माइनस 3 माइनस 4 nu कॉस n2 थीटा माइनस n2 कॉस n2 माइनस 2 थीटा प्लस n2 माइनस माइनस 1 व्होल पॉवर n कॉस n2 थीटा और आपको ध्यान देना होगा कि G शियर मोडूलेस है एक बार जब मेरे पास एक समतल प्रतिबल होता है तो अभिव्यक्तियों के एक ही सेट का उपयोग करके आप nunu प्लस 1 द्वारा nu को प्रतिस्थापित करके बहु मापदण्ड विस्थापन क्षेत्र समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं तो अब आपके पास पाठ्यक्रम के इस स्तर पर आपके पास बहु मापदण्ड प्रतिबल और विस्थापन क्षेत्र समीकरण हैं ये बहुत व्यापक हैं ये प्रदर्शित किया गया है कि वे प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किए गए फ्रिंज स्वरुप को मॉडल करते हैं हमने इसे प्रतिबल क्षेत्र के लिए देखा है हम इसे विस्थापन क्षेत्र के लिए भी देखेंगे यदि आप विस्थापन के लिए जाते हैं मोइरेMoiré उन तकनीकों में से एक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और हम देखेंगे कि विस्थापन क्षेत्र कैसे u विस्थापन और v विस्थापन की समस्याओं के लिए दिखता है जो हमने देखा है हम मोड 1 के साथ साथ मोड 1 और मोड 2 के संयोजन को देखेंगे और यहाँ क्या किया जाता है आपके पास इस विस्थापन क्षेत्र के लिए फिर से A I1 A I2 और इसी तरह के गुणांक हैं ये पहले से ही प्रतिबल क्षेत्र से निर्धारित होते हैं प्रयोग जो किया जाता है वह केवल फोटोइलास्टिसिटी से होता है आपके पास ये गुणांक हैं और ये गुणांक विस्थापन क्षेत्र को भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यही आप मोड 1 स्थिति के लिए देखते हैं और यहाँ फिर से मैं आपको नोट करना चाहता हूं यह v विस्थापन है और आपके पास फ्रिंज का लेबल भी है एक बार जब आप विस्थापन के लिए आते हैं तो उन्हें आइसोथेटिक्स कहा जाता है और फ्रिंज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संख्याएं होती हैं और यह वह जगह है जहां आपके पास दरार है इसका एक स्केच बनाएं यह v विस्थापन क्षेत्र का एक बहुत ही विशिष्ट स्केच है और जैसा कि मैंने मापदंडों की संख्या में वृद्धि की है आप पाएंगे कि फ्रिंज स्वरुप की ज्यामिति में कोई भी परिवर्तनशील परिवर्तन नहीं होगा यह उस तरह के प्रयोग हैं जो आपने मोइरे के आधार पर किए हैं यहां तक कि फ्रिंज स्वरुप में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं केवल घनत्व में परिवर्तन होता है यदि घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होता है जो आप यहां कर रहे हैं उदाहरण के लिए 6 मापदण्ड और 3 मापदण्ड के लिए फ्रिंज की संख्या में वृद्धि हुई है और यहां फिर से फ्रिंज की संख्या में वृद्धि हुई है तो उस दृष्टिकोण से फोटोइलास्टिसिटी वास्तव में सही दिशा में फ्रैक्चर यांत्रिकी के अनुसंधान को प्रेरित किया है और इस स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वह आपके पास फोटोइलास्टि फ्रिंज स्वरुप है क्योंकि गुणांक फोटोइलेक्ट्रिक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और इन गुणांकों का उपयोग विस्थापन क्षेत्र को प्लॉट करने के लिए किया जाता है और यह विशिष्ट v विस्थापन क्षेत्र है और यह विशिष्ट u विस्थापन क्षेत्र है मोड 1 के मामले में हम 8 मापदंडों तक गए हैं मैं भी 8 मापदंडों तक जाऊंगा और आप पाते हैं कि फ्रिंज स्वरुप पर कोई बड़े ज्यामितीय परिवर्तन नहीं हुए हैं तो भले ही आप इस तरह के एक आंकड़े को आकर्षित करते हैं यह काफी अच्छा है और वास्तव में यह बहुत लोकप्रिय है v विस्थापन काफी लोकप्रिय है जिस क्षण आप इस तरह v विस्थापन के क्षेत्र में आते हैं आपको यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि आपके पास एक दरार है और आपके पास इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया गया विस्थापन क्षेत्र है इसी तर्ज पर हम मोड 1 और मोड 2 के संयोजन के लिए फ्रिंज स्वरुप भी देखेंगे यहां फिर से प्रक्रिया समान है फोटोइलास्टिक फ्रिंज स्वरुप से श्रृंखला बनाने वाले गुणांक प्राप्त किए गए थे इसका उपयोग करके विस्थापन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाता है आप 3 मापदंडों 4 मापदंडों 5 मापदंडों और 6 मापदंडों के लिए देखते हैं तो आपके पास मिश्रित मोड स्थिति मोड 1 प्लस मोड 2 के लिए विशिष्ट फ्रिंज फ़ील्ड के रूप में यह है इन्हें कहा जाता है आइसोथेटिकस आपके पास u विस्थापन आइसोथेटिक्स और v विस्थापन आइसोथेटिकस है देखें इस स्तर पर हमने जो किया है हमने थ्रेडबेयर पर ध्यान दिया है दरार समस्याओं के लिए प्रतिबल क्षेत्र और विस्थापन क्षेत्र समीकरणों का विकास किया है हमने प्रतिबल क्षेत्र के लिए विलक्षण समाधान के साथ शुरुआत की है और फिर हमने बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों तक बढे है हमने बहु मापदण्ड विस्थापन क्षेत्र समीकरण भी देखे और यह अंतिम कक्षा होगा जहां हम बहु मापदण्ड समाधान के बारे में बात करेंगे क्योंकि फ्रैक्चर समस्याओं में यह विलक्षण पद है जो प्रमुख है और भविष्य में सभी फ्रैक्चर सिद्धांत जो अभी मौजूद हैं विश्लेषण के लिए केवल इस पहले पद का उपयोग करें अब कुछ सिद्धांतों को विकसित किया गया है जहां वे दूसरा पद लेते हैं जिसे उन्होंने T के रूप में कहा है जिसे वे इसे Q कहते हैं इसलिए दूसरे पद पर आधारित फ्रैक्चर सिद्धांत भी दिखाई दे रहे हैं भविष्य में हो सकता है आपको उच्च पद का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है तब उच्च क्रम समाधान महत्वपूर्ण हो जाएगा आज से हमारी सभी चर्चा के लिए हम केवल विलक्षण प्रतिबल क्षेत्र का उपयोग करेंगे हम इसका इस्तेमाल प्लास्टिक क्षेत्र का पता लगाने के लिए करेंगे हम इसका उपयोग फ्रैक्चर सिद्धांतों का पता लगाने के लिए करेंगे और हमें यह पता लगाने में भी दिलचस्पी होगी कि विभिन्न समस्याओं के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का मान क्या है विभिन्न जिओमेट्री और भार के लिए SIF इसलिए हम विभिन्न ज्यामितीय और भार के लिए प्रतिबल की तीव्रता का कारक देखेंगे देखें अब तक हमने उन समस्याओं के केवल उन वर्ग को देखा है जहाँ दरार की परतें मुक्त होती हैं जबकि यहां आप जो खोज रहे हैं दरार दो सममित भार द्वारा खोला गया है और आपके पास एक और स्थिति है जहां दरार एक बिंदु भार द्वारा यहां खोली गई है फिर आपके पास एक ठोस में एक एम्बेडेड दरार है फिर आपके पास एक वास्तविक जीवन की स्थिति होती है जहां आपके पास एक दबाव पोत होता है जिसमें एक नोजल होता है और आपके पास कोने से एक दरार निकलती है यह एक कोने की दरार है वास्तव में पिछली कक्षाओं में से एक में छात्रों ने पूछा है आप केवल मोटाई दरार के माध्यम से विश्लेषण कर रहे हैं जबकि सभी व्यावहारिक ज्यामिति में आपको सतह पर दरारें हैं जो कोनों से दिखाई देती हैं उन स्थितियों में इन सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जा सकता है वास्तव में हम यह करेंगे कि समस्याओं के इस महत्वपूर्ण वर्ग के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का पता कैसे लगाया जाए इसका एक और दिलचस्प पहलू भी है जब आपके पास इस तरह की सतह दरार होती है तो हम इस वर्ग में चर्चा के भाग के रूप में समझेंगे कि दरार मुख्य रूप से मोटाई की दिशा में आगे बढ़ेगी जिसे हमें समझना होगा जब आप देखते हैं कि दरार के मोर्चे पर प्रतिबल तीव्रता कारक कैसे बदलता है तो आपको इसका जवाब मिलेगा देखें कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था हम शुरुआत करने के लिए मोटाई दरार के माध्यम से क्यों लेते हैं वे विश्लेषण करने के लिए सरल हैं और हमें एक अनंत प्लेट में एक केंद्र दरार के लिए मिला है सिग्मा रूट पाई a के रूप में प्रतिबल तीव्रता कारक का मान यह मोड 1 के लिए एक बहुत ही मानक अभिव्यक्ति है मोड II के लिए यह टाऊ रूट पाई a और ऐसे ही आगे बढेगा तो यह एक आधार समाधान है किसी भी परिमित ज्यामिति के लिए आपके पास एक गुणन होगा जो एक w के एक फंक्शन होगा तो हम क्या देखेंगे जब आप एक मोटी दरार के माध्यम से होते हैं जब आपके पास एक एम्बेडेड दरार होती है जब आपके पास एक सतह दरार होती है तो प्रतिबल तीव्रता कारक कैसे बदल जाता है और आपके पास किस तरह की मानसिक तस्वीर होनी चाहिए क्या प्रतिबल की तीव्रता का कारक कम हो जाएगा जब मैं सतह दरार पर जाऊंगा या मोटाई दरार के माध्यम से बढ़ेगा इस तरह का एक ज्ञान का आधार है जो आप उस चर्चा से हासिल करने जा रहे हैं जो हम करने जा रहे हैं एक चतुर उपयोगकर्ता वह क्या करेगा वह इस अध्याय में बिल्कुल नहीं जाएगा वह एक हैंड बुक में जाएगा जहां आपके पास विभिन्न प्रकार की भार स्थितियों के लिए प्रतिबल तीव्रता कारकों का सारांश है सीधे परिणाम लें और इसे अपने डिजाइन के लिए उपयोग करें आप ऐसा बाद में भी कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्चर यांत्रिकी क्या है इसकी सराहना करने के लिए आपको इस अभ्यास से गुजरना होगा और किस तरह से प्रतिबल तीव्रता कारकों का मूल्यांकन किया जा सकता है इसका मूल्यांकन विश्लेषणात्मक तरीकों के आधार पर किया जा सकता है और एक बार जब आप विश्लेषणात्मक तरीके कहते हैं तो यह प्रतिबल कार्य पर आधारित हो सकता है वास्तव में केवल इस संदर्भ में मैंने कहा कि वेस्टरगार्ड प्रतिबल फ़ंक्शन दृष्टिकोण काफी उपयोगी है वेस्टेरगार्ड प्रतिबल फ़ंक्शन के फायदों में से एक है आप प्रतिबल फंक्शन को दिखा सकते हैं जब दरार सतहों को भार किया जाता है विभिन्न समाधानों के बीच देखें यदि आप विश्लेषणात्मक विधि द्वारा समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं कम्प्यूटेशनल प्रयास बहुत कम हैं जब आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो आपके पास समस्या की स्थिति की ज्यामिति के संदर्भ में एक अभिव्यक्ति है प्रतिबल तीव्रता कारक के लिए अभिव्यक्ति क्या है फिर हम ग्रीन के फंक्शन अप्रोच को भी देखेंगे फिर हम भी देखेंगे क्योंकि हम रैखिक इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में हैं सुपरपोजिशन का सिद्धांत मान्य है और हम इस सिद्धांत को लागू करके समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला देखेंगे इसलिए विश्लेषणात्मक तरीकों के बाद आपके पास संख्यात्मक तकनीकें हैं संख्यात्मक तकनीकों में आपके पास बाउंड्री कोल्लोकेशन है फ्रैक्चर समस्याओं के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक की रिपोर्टिंग के लिए यह बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है फिर आपके पास परिमित तत्व विधि है और अब सीमा तत्व विधि का भी उपयोग किया जा रहा है और पहलुओं में से एक आप इस में पाएंगे आप जानते हैं कि लोगों ने सीमा के ढहने या परिमित तत्व विधि द्वारा समाधान विकसित किया होगा लेकिन लोगों को अपने परिणामों का उपयोग करने के लिए उन्होंने परिणाम के आधार पर एम्पिरिकल संबंध प्रदान करने का भी प्रयास किया है यह एक प्रवृत्ति है जिसे आप सभी फ्रैक्चर यांत्रिकी पाठ्यक्रमों में देखेंगे यद्यपि परिणाम का स्रोत बाउंड्री कोल्लोकेशन या परिमित तत्व से हो सकता है वे श्रृंखला के रूप में एम्पिरिकल संबंध के रूप में समाधान का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं आपको यह भ्रमित नहीं करना चाहिए कि ये श्रृंखला विश्लेषणात्मक आधारों से प्राप्त की गई है नहीं यह संख्यात्मक आधार से हो सकता है हम उस तरह के एक्सप्रेशंस भी देखेंगे और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है आप जानते हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी के विकास में प्रयोगात्मक तकनीकों ने बहुत योगदान दिया है और हमने फोटोइलास्टिसिटी की भूमिका को देख लिया है कई बार मैंने कास्टिक की विधि के बारे में भी बताया है जब हमने समतल प्रतिबल की स्थिति पर चर्चा की एक सामान्य समतल प्रतिबल की स्थिति में पार्श्व संकुचन महत्वपूर्ण नहीं होगा लेकिन जब आपके पास दरार होती है तो दरार के आस पास के क्षेत्र में आपके पास डिंपल का निर्माण होगा यह एक प्रायोगिक तकनीक के रूप में अत्यधिक इस्तेमाल में है और आपके पास कास्टिक की विधि विकसित है और लोगों ने स्ट्रेन गेज की विधि का भी प्रयास किया है तुम्हें पता है यह बहुत लोकप्रिय है और आसानी से उपलब्ध है यदि समय अनुमति देता है तो हम यह भी देखेंगे कि स्ट्रेन गेज का उपयोग करके प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन कैसे करें फिर आपके पास मोइरेMoiré का उपयोग होता है हमने आइसोथेटिक्स को देखा है फिर आप होलोग्राफी पर आधारित प्रयोगों को भी देख सकते हैं हमने आइसोपेचिक्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कंटूर भी देखे हैं और कास्टिक की भिन्नता कोहेरेंट ग्रेडिएंट सेंसर के रूप में जाना जाता है यह फिर से फ्रैक्चर समस्याओं के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है और इस अध्याय में हम क्या करेंगे हम मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक तरीकों और सीमा संख्यात्मक और परिमित तत्व विधि जैसी आपकी संख्यात्मक तकनीकों के कुछ परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे यदि समय की अनुमति मिलती है तो पाठ्यक्रम के अंत में हम देखेंगे कि प्रयोगात्मक तकनीकों के आधार पर प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन कैसे करें और हम पहले प्रतिबल फ़ंक्शन के आधार पर SIF का मूल्यांकन करेंगे और आपको याद करना है हमने प्रतिबल फ़ंक्शन Z के संदर्भ में प्रतिबल तीव्रता कारक को पहले से ही परिभाषित किया है इसलिए आपके पास यह है लिमिट z नॉट टेंड्स टू 0 रूट 2 पाई z नॉट गुणा Z z नॉट तक और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यदि आप प्रतिबल फ़ंक्शन Z प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आप K की परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं और वेस्टरगार्ड दृष्टिकोण के फायदे हैं आप विभिन्न समस्याओं के लिए Z प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में वेस्टरगार्ड ने खुद को दरार की श्रृंखला के लिए दिया था जिसे इरविन ने कुछ समस्याओं के लिए जोड़ा था और चूंकि फ्रैक्चर व्यवहार का आकलन करने के लिए SIF का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है हम K के मूल्य का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम देखेंगे कि एसआईएफ का निर्धारण कैसे किया जा सकता है हम इस तरह की समस्या को उठाएंगे मेरे पास एक दरार है जो एक केंद्रित भार द्वारा खोला जाता है और भौतिक स्थिति क्या है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं मान लीजिए कि मेरे पास एक छिद्रित छेद है और आपके पास एक दरार है और इसे खोला जा रहा है इस तरह की स्थिति इस तरह के समाधान के आधार पर मॉडलिंग की जा सकती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि एक प्रतिबल फंक्शन उपलब्ध है समस्या के इस वर्ग के लिए प्रतिबल फ़ंक्शन को Z 1 के रूप में दिया जाता है जो कि P aपाई z गुणा रूट z वर्ग माइनस a के बराबर होता है प्रतिबल क्षेत्र को विकसित करते हुए देखें कि हमने क्या किया हमारा प्रतिबल फंक्शन था हमने उद्गम को क्रैक नोक पर स्थानांतरित कर दिया फिर हमने निकट क्षेत्र समाधान प्राप्त किया एक समान व्यायाम आपको यहां करना होगा इसलिए आपको इसे क्रैक नोक पर शिफ्ट करना होगा मूल की शिफ्टिंग के लिए z के बराबर स्थानापन्न कीजिये z नॉट प्लस a तब आपके पास प्रतिबल फ़ंक्शन के संदर्भ में प्रतिबल तीव्रता कारक की परिभाषा है और लिमिट z नॉट टेंड्स टू 0 तब आपको K के लिए अभिव्यक्ति मिल जाएगी इसलिए हम z नॉट प्लस a का विकल्प देंगे और अभिव्यक्ति कैसे दिखती है अभिव्यक्ति इसी रूप की है मेरे पास यह है जैसे P aपाई गुणा z नॉट plus a गुणा रूट z नॉट गुणा z नॉट प्लस 2 a आप जानते हैं इस अभिव्यक्ति को सरल कर देते हैं z नॉट प्लस a डालने के बाद और अगला कदम क्या है मुझे प्रतिबल तीव्रता कारक की परिभाषा को लागू करना है परिभाषा इस तरह से है लिमिट z नॉट टेंड्स टू 0 रूट 2 पाई z नॉट गुणा z नॉट के रूप में व्यक्त प्रतिबल फ़ंक्शन द्वारा गुणा किया जाता है यह आपको ध्यान में रखना होगा और जब मैं ऐसा करता हूं मेरे पास इस तरह की अभिव्यक्ति होती है तो लिमिट z नॉट टेंड्स टू 0 रूट 2 पाई z नॉट गुणा z नॉट P a और यह अभिव्यक्ति पुनरावृत्ति है और आपके पास है पाई z नॉट प्लस a गुणा रूट z नॉट गुणा रूट 2 गुणा 1 प्लस z नॉट2 a व्होल पॉवर आधा अब आप जानते हैं मैं इसे सरल बना सकता हूं और फिर K का मान इस प्रकार प्राप्त कर सकता हूं Pरूट पाई a जब मैंने क्रैक नोक के केंद्र में लगे भार पर केन्द्रित किया है क्या परिणाम से कुछ दिलचस्प मिला है आपको क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान गया है एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए मैंने इस समस्या को उठाया है हम जो देख रहे हैं उसके साथ सभी देखें प्रतिबल और दरार की लंबाई परस्पर जुड़ी होती है और जैसे जैसे दरार की लंबाई बढ़ती है प्रतिबल की तीव्रता का कारक बढ़ता जाता है जब आपके पास केंद्र दरार समस्या के लिए सिग्मा रूट पाई है तो K को इस तरह परिभाषित किया गया है इसलिए वृद्धि के रूप में K भी बढ़ता है इस समस्या में क्या होता है अपने पास K I बराबर Pरूट पाई a है इसलिए जब वृद्धि होती है तो K घटने वाला है वास्तव में यह एक बहुत ही उपयोगी समस्या है मान लीजिए मैं अध्ययन करना चाहता हूं मेरी समझ है कि क्या दरार अपने आप बंद हो सकती है यह क्रैक अलग व्यव्हार करता है और अपने आप रुक जाता है यदि आप उस प्रकार का परीक्षण करना चाहते हैं और अपनी फ्रैक्चर यांत्रिकी समझ को सत्यापित करना चाहते हैं तो आप इसके आधार पर एक प्रयोग कर सकते हैं तो जैसे जैसे आप दरार की सतहों को खींचते हैं जैसे जैसे दरार बढ़ती जाती है K घटता जाता है इसलिए कुछ दूरी तक आगे बढ़ने के बाद दरार बंद हो जाती है वास्तव में बाद में हम पेरिस लॉ का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि दरार प्रसार के मॉडलिंग के बारे में बात करता है जहां हम देखेंगे कि मॉडल केंद्र दरार के दोनों मामलों के लिए मान्य है जहां प्रतिबल की तीव्रता कारक दरार की लंबाई के फंक्शन के रूप में बढ़ जाती है अगर इसके बदले का उदाहरण देखें प्रतिबल की तीव्रता कारक दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में घट जाती है हम दोनों मामलों को देखेंगे और खुद समझेंगे कि पेरिस कानून उपयोगी है तो यह उस दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है इसलिए जब मेरे पास यह केंद्रित भार से होता है तो यह छिद्रित छेद के लिए भी मॉडल कर सकता है और आप इसके आधार पर कई समाधान भी बना सकते हैं तो आपको इस तरह की समस्या है अब हम एक और स्थिति लेंगे जहां मेरे पास सिमेट्रिक लूप द्वारा खोली गई दरारें हैं जो केंद्र से दूरी पर हैं आप इसका एक स्केच बनाते हैं और जो आप पाते हैं वह इस समस्या के लिए भी आपके पास वेस्टरगार्ड प्रतिबल फंक्शन है इसलिए जब आपके पास इस समस्या के लिए वेस्टरगार्ड प्रतिबल फंक्शन है तो आपके लिए यह हल करना और मूल्यांकन करना संभव है कि समस्या के मापदंडों के संदर्भ में प्रतिबल तीव्रता कारक का मान क्या है भार क्या लागू किया गया है ज्यामिति क्या है इत्यादि और प्रतिबल फ़ंक्शन इस तरह का रूप ले लेता है Z I बराबर 2 P zपाई z वर्ग माइनस s वर्ग गुणा a वर्ग माइनस s वर्गz वर्ग माइनस a वर्ग व्होल पॉवर आधा आप जानते हैं मैं आपको इसे एक अभ्यास के रूप में लेने के लिए चाहूंगा क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि मूल प्रक्रिया क्या है आप उत्पत्ति को क्रैक नोक पर स्थानांतरित करते हैं फिर एसआईएफ की परिभाषा में लाते हैं सरल करते हैं और K के मूल्य का पता लगाते हैं मैं इसे एक अभ्यास के रूप में छोड़ दूंगा मुझे आशा है कि आप इसे करते हैं और इसे अगली कक्षा में लाते हैं इसलिए इस वर्ग में हमने जो देखा था हमने बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों की समीक्षा को देखा था फिर हमने यह भी कहा कि वे समीकरण पूरी तरह से अलग नहीं हैं क्योंकि इलास्टिसिटी के सिद्धांत में आपके पास एक विशिष्ट प्रमेय है एक समस्या के लिए आपके पास एक अनूठा समाधान होगा तो उसी के आधार पर हमने गुणांक के बीच विलियम्स के साथ साथ एटलुरी और कोबायाशी के बीच की पहचान को भी देखा और वेस्टरगार्ड समीकरणों को भी सामान्य किया फिर हमने विस्तार से देखा कि आप किस तरह के फ्रिंज स्वरुप में आते हैं और आइसोपेचिक्स की तुलना में फोटोइलास्टि फ्रिंज अलग अलग होते हैं जो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के कंटूर हैं वास्तव में फ्रिंज के स्वरुप की ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था फिर हम बहु मापदण्ड विस्थापन क्षेत्र समीकरणों का पता लगाने के लिए आगे बढ़े हमने समतल स्ट्रेन के लिए देखा और साथ ही समतल प्रतिबल के लिए इसे कैसे बदला उसके बाद हमने विभिन्न समस्याओं के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन करने के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की हमने अभी एक शुरुआत की है और मैंने कहा है कि अब से हमारा सारा ध्यान और चर्चा केवल विलक्षण पद के साथ केंद्रित होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे धन्यवाद